पिछले वीडियो में हमने देखा है कि डायनेमिक एनालिसिस स्टैटिक एनालिसिस से कैसे अलग है तो अब हम एक गतिशील प्रणाली के प्रतिरूपण को समझेंगे तो संरचनात्मक विश्लेषण के संदर्भ में मॉडलिंग क्या है तो इसका मतलब किसी चीज़ का सरलीकृत विवरण है इसलिए उदाहरण के लिए यदि हमारे पास वास्तविक संरचना है वास्तविक जीवन की समस्या है तो यह डाइविंग बोर्ड है मान लीजिए हमें इस संरचना के व्यवहार को समझना है तो मुझे इसका विश्लेषण करना होगा तो इस प्रकार की प्रणाली का विश्लेषण करने में पहला कदम क्या है इसलिए पहले हमें यांत्रिक सिद्धांतों का उपयोग करते हुए इसका सरलीकृत वर्णन करना होगा तो हम एक यांत्रिक मॉडल बनाएंगे तो इस संरचना को कुछ भार के साथ एक केंटिलिवर बीम के रूप में आदर्श बनाया जा सकता है इसलिए इस मॉडल को बनाने में मुझे कुछ इंजीनियरिंग निर्णयों के आधार पर कुछ धारणाएँ बनानी होंगी यहां हम देख सकते हैं कि यह बोर्ड इस सपोर्ट सिस्टम से सख्ती से जुड़ा हुआ है इसलिए मैं मान सकता हूं कि इस संरचना का इस छोर पर एक निश्चित सपोर्ट है क्योंकि यह किसी भी दिशा में घूम नहीं सकता है तो मैं इसे एक निश्चित सपोर्ट के रूप में मान सकता हूँ इसी तरह हम संरचना के भौतिक गुणों के बारे में कुछ धारणाएँ बना सकते हैं तो हम सामग्री के लिए सजातीय आइसोट्रोपिक गुणों का उपयोग कर सकते हैं और हमें इस सामग्री की ताकत भी जाननी चाहिए तो हम इस सामग्री की ताकत के लिए कुछ मान मान लेंगे हमें यह भी तय करना चाहिए कि यह विश्लेषण करते समय हम छोटे या बड़े विक्षेपण सिद्धांत पर विचार कर रहे हैं या नहीं इसलिए हम यह तय कर सकते हैं कि विक्षेपण बहुत छोटे हैं इसलिए मैं इसे एक छोटी विक्षेपण समस्या के रूप में मान सकता हूं हम ऐसा करने के लिए एक रैखिक विश्लेषण कर सकते हैं हम यह भी मान सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति उस पर खड़ा होता है तो इस संरचना पर कार्य करने वाले भार को एक केंद्रित भार के रूप में माना जा सकता है वास्तव में यह बल केंद्रित नहीं है क्योंकि व्यक्ति का वजन उसके पैरों के क्षेत्र में वितरित किया जाएगा लेकिन संरचना के आयाम के संबंध में वह आयाम बहुत छोटा है तो हम इसे एक केंद्रित भार के रूप में मान सकते हैं इसलिए हम अपने इंजीनियरिंग निर्णय के आधार पर कुछ धारणाएँ बना सकते हैं हम इस संरचना को इस तरह सरल बना सकते हैं जिससे हम अपने यांत्रिक सिद्धांतों का उपयोग करके इसे संभाल सकें इसलिए एक बार यह यांत्रिक मॉडल स्थापित हो जाने के बाद हम इसका एक गणितीय मॉडल बना सकते हैं तो यह समीकरण लोचदार वक्र का समीकरण है यह गणितीय रूप से इस संरचना का प्रतिनिधित्व है तो अब हम इस समीकरण को हल करने और संरचना का विक्षेपण प्राप्त करने में सक्षम होंगे और एक बार विक्षेपण का पता चलने के बाद हम तनाव खिंचाव तत्व बल वगैरह की गणना कर सकते हैं इसलिए हम उन सभी मापदंडों की गणना कर सकते हैं और हम इस प्रणाली के बारे में निर्णय ले सकते हैं इसलिए यदि तनाव अधिक है तो हम जानते हैं कि यह मोटाई पर्याप्त नहीं है इसलिए हम इसे बेहतर डिजाइन कर सकते हैं इसलिए किसी भी प्रकार की संरचना का विश्लेषण करने में हम इन प्रक्रियाओं का पालन करते हैं पहले हम वास्तविक संरचना को समझते हैं कुछ धारणाएँ बनाते हैं और यांत्रिक मॉडल बनाते हैं फिर हम इसे गणितीय रूप से प्रस्तुत करेंगे गणितीय मॉडल को हल करेंगे उन मापदंडों के आधार पर मापदंडों के मान प्राप्त करेंगे और हम संरचना पर निर्णय लेंगे इसलिए गतिशील संरचना का विश्लेषण करने में भी हमें सरलीकृत मॉडल बनाने होंगे हमें एक गतिशील प्रणाली के तत्वों को सरल शब्दों में वर्णित करना होगा और हमें प्रणाली का एक गणितीय मॉडल विकसित करना होगा ताकि हम इसे हल कर सकें d2ydx2 MEI तो अब हम एक गतिशील प्रणाली के तत्वों को देखते हैं तत्वों से मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि गुण संरचना के कंपन को प्रभावित करते हैं तो वे कौन से गुण हैं जो संरचना के कंपन को प्रभावित करते हैं उनका द्रव्यमान कठोरता और अवमन्दक पिछली चर्चा में हमने देखा है कि गतिशील प्रणालियों में द्रव्यमान बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा क्योंकि यह जड़ता बल में योगदान दे रहा है अतः संरचना में असंतुलित बल कार्यरत होगा तो इससे जड़ता बल पैदा होगा जो संरचना के द्रव्यमान त्वरण के बराबर होगा इसलिए हमें गतिशील विश्लेषण में संरचना के द्रव्यमान पर विचार करना होगा Fma तो अगली कठोरता है आप स्थिर विश्लेषण में कठोरता से परिचित हैं कठोरता प्रति इकाई विस्थापन बल है यह एक संरचना में विकसित बहाल बल है और यह प्रति इकाई विस्थापन बल है तो कठोरता संरचनात्मक तत्व की गुण है और जो संरचना में बल विस्थापन संबंध को नियंत्रित करती है और यह बल वितरण को भी नियंत्रित करती है इसलिए यदि दो संरचनात्मक तत्व समान रूप से विकृत हो रहे हैं तो कठोर तत्व के पास उच्च बल होगा यह उच्च बल को आकर्षित करेगा तो बल वितरण और बल विस्थापन संबंध संरचना की कठोरता से नियंत्रित होते हैं अगली गुण अवमन्दक है अवमन्दक संरचना में ऊर्जा अपव्यय तंत्र का वर्णन है तो एक कंपन प्रणाली में ऊर्जा का कुछ हिस्सा कई तंत्रों के कारण प्रणाली द्वारा अवशोषित किया जाता है इसलिए अवमंदन उस सब का वर्णन करता है अब देखते हैं कि हम गतिशील प्रणाली में द्रव्यमान को कैसे मॉडल करेंगे तो इसे एक वितरित द्रव्यमान या गांठदार द्रव्यमान के रूप में माना जा सकता है तो वितरित द्रव्यमान क्या है तो प्रत्येक संरचना का द्रव्यमान उसके पास मौजूद सामग्री की मात्रा है इसे संरचना के साथ वितरित किया जाता है ठीक है उदाहरण के लिए इस बीम के प्रत्येक भाग में कुछ द्रव्यमान होगा तो द्रव्यमान संरचना के साथ वितरित किया जाता है और यह किसी भी संरचना के मामले में वास्तविक परिदृश्य है प्रत्येक संरचना में द्रव्यमान होता है और इसे संरचना के साथ वितरित किया जाएगा तो इस धारणा में यह द्रव्यमान का सबसे यथार्थवादी उपचार है तो यहाँ हम द्रव्यमान को संरचना के साथ स्थान के कार्य के रूप में मान सकते हैं तो इस मामले में यह संरचना के साथ स्थान को इंगित करता है इसलिए द्रव्यमान s का एक कार्य है तो गांठदार द्रव्यमान प्रणाली में हम क्या करते हैं कि हम द्रव्यमान को प्रासंगिक स्थानों पर केंद्रित असतत द्रव्यमान के रूप में मानते हैं इसलिए इसे स्थिति के फलन के रूप में मानने के बजाय हम इसे द्रव्यमान 1 द्रव्यमान 2 द्रव्यमान 3 वगैरह जैसी असतत मात्राओं के रूप में मान सकते हैं इसलिए उदाहरण के लिए यह एक ऐसी प्रणाली है जहां द्रव्यमान को मॉडल करने के लिए गांठदार द्रव्यमान का उपयोग किया जाता है तो इसमें यह माना जाता है कि एक द्रव्यमान एक संकेंद्रित द्रव्यमान यह गति एक संकेंद्रित द्रव्यमान है जो एक द्रव्यमान रहित स्प्रिंग से जुड़ा होता है तो यह स्प्रिंग कठोरता देता है और द्रव्यमान को इस विशेष स्थिति में केंद्रित माना जाता है और फिर से इस विशेष स्थिति में एक और द्रव्यमान को केंद्रित द्रव्यमान के रूप में माना जाता है तो हम इस प्रकार की धारणा का उपयोग कब कर सकते हैं क्या इस धारणा का उपयोग करना यथार्थवादी है खैर कुछ मामलों में यह यथार्थवादी है उदाहरण के लिए वही बीम यदि हमारे पास इस बीम पर बहुत भारी मशीन रखी हो यह मशीन इस बीम में कुछ गतिशील बल पैदा कर रही है मान लें कि स्थिति और इस अतिरिक्त मशीन का द्रव्यमान बीम के द्रव्यमान से बहुत अधिक है तो बीम की तुलना में इसका द्रव्यमान बहुत अधिक है इसलिए ऐसी स्थितियों में हम संरचना पर इस अतिरिक्त भार के संबंध में इस बीम के द्रव्यमान की उपेक्षा कर सकते हैं हम इसे द्रव्यमान रहित बीम के रूप में मान सकते हैं और हम बीम के द्रव्यमान को भी द्रव्यमान m के साथ जोड़ सकते हैं इसलिए हम इसे यहां कार्य करने वाले एकल द्रव्यमान और द्रव्यमान रहित बीम के रूप में मान सकते हैं यह धारणा तब मान्य होती है जब वास्तविक द्रव्यमान भार द्रव्यमान के कारण गतिशील प्रभाव की तुलना में छोटे द्रव्यमान m के कारण गतिशील प्रभाव नगण्य होता है तो ऐसी स्थितियों में हम इसे द्रव्यमान रहित बीम के रूप में मान सकते हैं और हम सभी द्रव्यमानों को एक स्थान पर जमा सकते हैं तो यह इस तरह की प्रणाली के बराबर है तो हम जानते हैं कि बीम में कुछ फ्लेक्सुरल कठोरता होती है इसलिए यह कुछ पार्श्व कठोरता प्रदान करेगा तो हम स्थिर विश्लेषण में गणना कर सकते हैं हमने सीखा है कि इस विशेष स्थान पर पार्श्व कठोरता को कैसे हल करना और पता लगाना है इसलिए हम ऐसा कर सकते हैं तो इस पूरे सिस्टम को इस तरह दर्शाया जा सकता है तो हम इसे एक द्रव्यमान M प्लस m के रूप में मान सकते हैं जो एक स्प्रिंग पर बैठे हुए है यह स्प्रिंग स्थिरांक k है और उस k की गणना इस सतह की गुण से की जा सकती है ठीक है तो द्रव्यमान को दो अलग अलग तरीकों से तैयार किया जाता है वितरित द्रव्यमान और गांठ द्रव्यमान में तो अब देखते हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है क्योंकि हमारा पाठ्यक्रम संरचनाओं की एकल डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में है तो अब देखते हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है डिग्री ऑफ फ्रीडम स्वतंत्र विस्थापन की संख्या है जो एक प्रणाली में सभी द्रव्यमानों की स्थिति को उनकी मूल स्थिति के सापेक्ष परिभाषित करने के लिए आवश्यक है तो आइए इस कथन को थोड़ा विस्तार से समझते हैं मान लीजिए मेरे पास इस तरह की एक प्रणाली है जो एक द्रव्यमान से जुड़ी एक स्प्रिंग है और इस पर x दिशा में कुछ कंपन भार द्वारा कार्य किया जाएगा तो यह इस दिशा में कंपन करने के लिए स्वतंत्र है इसलिए किसी भी समय अगर मैं सिस्टम का वर्णन करना चाहता हूं तो मुझे केवल इस दिशा में इस द्रव्यमान की स्थिति जानने की आवश्यकता है क्योंकि यह उस दिशा में नहीं जा सकता है इसलिए यदि मैं इस द्रव्यमान के एक दिशा में विस्थापन को जानता हूं तो मैं संरचना के शेष गुणों की गणना कर सकता हूं तो यह संरचना की एकल डिग्री ऑफ फ्रीडम है इसी प्रकार यहाँ हमारे पास दो द्रव्यमान हैं और दोनों द्रव्यमान इसी क्षैतिज दिशा में चल सकते हैं तो यह द्रव्यमान स्वतंत्र रूप से गति कर सकता है और यह भी स्वतंत्र रूप से गति कर सकता है इसलिए हमें इस प्रणाली को परिभाषित करने के लिए दो स्वतंत्र विस्थापन या दो निर्देशांक की आवश्यकता है इसलिए किसी भी समय इस संरचना के विस्थापित विन्यास को जानने के लिए हमें दो निर्देशांक x 1 और x 2 की आवश्यकता होती है तो यह दो डिग्री ऑफ फ्रीडम प्रणाली है तो इस मामले में हमारे पास केवल एक द्रव्यमान है लेकिन यह दो दिशाओं में जाने के लिए स्वतंत्र है तो यह इस दिशा में आगे बढ़ सकता है इसमें कुछ कठोरता जुड़ी हुई है और यह x 2 दिशा में भी चल सकता है इसलिए यह द्रव्यमान किसी भी बिंदु पर इस पूरे तल में गति कर सकता है इसलिए किसी भी समय सिस्टम का पूरी तरह से वर्णन करने के लिए हमें दो निर्देशांक जानने की आवश्यकता है इसलिए भले ही द्रव्यमान केवल एक है हमें सिस्टम का वर्णन करने के लिए दो निर्देशांकों की आवश्यकता है तो यह भी दो डिग्री ऑफ फ्रीडम संरचना है तो अब हम इस सरल लोलक को देखते हैं हमारे पास एक तार है और इसके साथ एक द्रव्यमान जुड़ा हुआ है तो इस संरचना की डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है इसकी कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम है यदि आप मान रहे हैं कि स्ट्रिंग एक्स्टेंसिबल नहीं है तो हम कह सकते हैं कि यह संरचना की एकल डिग्री ऑफ फ्रीडम है क्योंकि किसी भी क्षण इस द्रव्यमान की स्थिति का वर्णन करने के लिए हमें केवल इस कोण थीटा को जानने की आवश्यकता है तो यदि थीटा है तो हम जानते हैं कि द्रव्यमान कहाँ है तो यह स्वतंत्रता प्रणाली की एकल डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो अब क्या होगा अगर स्ट्रिंग एक्स्टेंसिबल है इसका मतलब है यह घूम सकता है लेकिन द्रव्यमान भी स्ट्रिंग अक्ष के साथ बढ़ सकता है तो इसका मतलब है थीटा के अतिरिक्त हमें r पर भी विचार करने की आवश्यकता है जो कि इस मूल से द्रव्यमान की स्थिति है तो स्ट्रिंग एक्स्टेंसिबल है यह दो डिग्री ऑफ फ्रीडम प्रणाली बन जाती है यह दो मंजिला फ्रेम है तो हम मान सकते हैं कि फर्श पर पुराने द्रव्यमान फर्श पर ढेर हो गए हैं और यदि फर्श कठोर है तो यह फ्रेम केवल इसी क्षैतिज दिशा में गति करेगा तो इस मामले में हमें केवल इस दिशा में इस द्रव्यमान की गति और इस दिशा में दूसरे द्रव्यमान की गति को जानने की आवश्यकता है तो यह फिर से दो डिग्री ऑफ फ्रीडम की प्रणाली है डिग्री ऑफ फ्रीडम की नाम को कीनेमेटिक अनिश्चितता से भ्रमित नहीं होना चाहिए तो स्थैतिक विश्लेषण में आपने इस प्रकार के फ़्रेमों का विश्लेषण किया होगा तो आप जानते हैं कि हमारे पास दो ज्वाइन रोटेशन हैं थीटा 1 और थीटा 2 और एक ट्रांसलेशन तो हम इन राशियों का भी उल्लेख करते हैं ये घूर्णन और ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम के रूप में भी हैं लेकिन इस क्रम में जब हम डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं जिसका अर्थ है कि संरचना में स्वतंत्र विस्थापन की संख्या तो आपको द्रव्यमान के अनुरूप गतिज अनिश्चितता और डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ भ्रमित नहीं होना चाहिए इसलिए गतिशील विश्लेषण में हम सिस्टम को इस तरह मान सकते हैं तो हम एक समतुल्य कठोरता k पा सकते हैं और हम यहाँ फ्रेम के सभी द्रव्यमानों को एक साथ ला सकते हैं इसलिए हम इसे इस दिशा में कंपन मान सकते हैं तो इस मामले में हमें केवल इस द्रव्यमान के इस क्षैतिज दिशा में विस्थापन की आवश्यकता है तो इस प्रणाली में केवल एक डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो हमारे पास कीनेमेटिक अनिश्चितता 3 के बराबर है लेकिन गतिशील विश्लेषण के लिए हमें केवल 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम की आवश्यकता है अब हम यह गतिशील विश्लेषण कैसे करते हैं ऐसा करने के लिए हमें पार्श्व दिशा में इस फ्रेम की समतुल्य कठोरता की आवश्यकता है ठीक है इसलिए हमें इस फ्रेम की पार्श्व कठोरता की गणना करनी होगी तो आप जानते हैं कि इस फ्रेम के लिए आपके पास गतिज अनिश्चितता 3 है कठोरता मैट्रिक्स 3 बटा 3 होगा तो आपके पास इन तीन डिग्री ऑफ फ्रीडम के अनुरूप कठोरता गुणांक होंगे इसलिए गतिशील विश्लेषण में हमें केवल क्षैतिज दिशा में कठोरता की आवश्यकता होती है यह कठोरता समतुल्य और यह डिग्री ऑफ फ्रीडम तो हमें उस समतुल्य पार्श्व कठोरता की गणना करनी होगी स्थैतिक विश्लेषण में आपने स्थैतिक संघनन नामक तकनीक सीखी होगी तो यह एक संरचना की अवांछित डिग्री ऑफ फ्रीडम को समाप्त करना है जिसमें शून्य द्रव्यमान निर्दिष्ट किया गया है इसलिए यदि हमारे पास कठोरता के अनुरूप अधिक डिग्री ऑफ फ्रीडम है जो कि गतिज अनिश्चितता है तो हम उन अतिरिक्त डिग्री ऑफ फ्रीडम को समाप्त कर सकते हैं जहां कोई द्रव्यमान नहीं दिया जाता है स्थैतिक संक्षेपण नामक इस तकनीक का उपयोग करके जब हम उदाहरण समस्याएँ करेंगे तो हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे लेकिन अब हमें बस यह समझना है कि कुछ स्टैटिक्स तकनीकों का उपयोग करके हम इस फ्रेम के समतुल्य पार्श्व कठोरता की गणना कर सकते हैं और हम गतिशील विश्लेषण में इसका उपयोग कर सकते हैं तो हमने अभी सीखा कि गतिशील विश्लेषण में द्रव्यमान का मॉडल कैसे बनाया जाता है हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में सीखा अब आइए समीक्षा करें कि कठोरता का मॉडल कैसे किया जाता है यह स्थैतिक विश्लेषण में कठोरता की मॉडलिंग के समान है इसलिए हम ज्यादा विस्तार में नहीं जा रहे हैं तो कठोरता संरचना में बल विस्थापन संबंध को परिभाषित करती है तो इसे रैखिक या गैर रैखिक कठोरता के रूप में तैयार किया जा सकता है इसलिए रैखिक कठोरता के मामले में हम मानते हैं कि हुक का नियम मान्य है बल उत्पन्न विस्थापन के समानुपाती होता है तो कठोरता को आनुपातिकता स्थिरांक के रूप में परिभाषित किया गया है इसलिए संरचना पर कार्य करने वाला रिस्टोर बल दिए गए विस्थापन का फलन होगा क्योंकि कठोरता स्थिर है तो रिस्टोर करने वाला बल दिए गए विस्थापन से कठोरता गुणा के बराबर होगा fs fs k x यदि हमारे पास एक स्प्रिंग से जुड़ा द्रव्यमान है और यदि हम इस द्रव्यमान को x दिशा में थोड़ा आगे बढ़ा रहे हैं मान लें कि यदि आप इसे x से स्थानांतरित करते हैं तो स्प्रिंग इस द्रव्यमान पर इस तरह एक रिस्टोर बल लगाएगा और वह बल k द्वारा x गुणा के बराबर है जहाँ x विस्थापन दिया गया है अतः यह इस स्प्रिंग के प्रभाव के कारण प्रत्यानयन बल है इसलिए अरैखिक स्थिति में हुक का नियम मान्य नहीं है और यह प्रत्यानयन बल केवल x का ही फलन नहीं है यह x बिंदु का भी फलन है क्योंकि यह प्रत्यानयन बल भार की दर पर भी निर्भर करेगा अतः यह प्रत्यानयन बल इस पिंड के विस्थापन और वेग का फलन होगा तो हमारे पाठ्यक्रम में हम रैखिक सामग्री से निपटेंगे इसलिए हमारा कठोरता मॉडल रैखिक होगा इसलिए हम उन प्रणालियों से निपटेंगे जहां fs k x के बराबर है आइए अब समझते हैं कि अवमंदन क्या है इसलिए अवमंदन को परिभाषित करने से पहले आइए हम एक छोटे कैंटीलीवर के कंपन को देखें तो इसमें कैंटिलीवर कंपन कर रहा है और जैसा कि आप समय के साथ देख सकते हैं कि कंपन का आयाम कम हो जाता है और अंत में कैंटिलीवर रुक जाता है इसलिए वह गुण जिसके द्वारा एक प्रणाली में कंपन का आयाम में कम हो रहा है अवमंदन के रूप में जाना जाता है तो अवमंदन को संरचना में मौजूद ऊर्जा अपव्यय तंत्र के रूप में जाना जाता है तो अवमंदन के स्रोत क्या हैं कोई भी तंत्र जो सिस्टम में ऊर्जा के अपव्यय में योगदान दे रहा है अवमंदन का एक स्रोत है इसलिए जब कोई संरचना उस खिंचाव के कारण बार बार खिंचाव लेती है तो कुछ ऊर्जा अवशोषित हो जाती है तो यह अवमंदन का कारण बनता है और फिर जोड़ों में घर्षण होगा अतः घर्षण के कारण कुछ ऊर्जा नष्ट हो जाती है वह भी अवमंदन का एक स्रोत है इसलिए जब हम संरचना पर दबाव डालते हैं तो खिंचाव के कारण कभी कभी कुछ तापमान विकसित होता है जिसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो वह भी ऊर्जा अपव्यय का एक कारण है कुछ प्रणालियों में कंपन करते समय ध्वनि ऊर्जा उत्पन्न होती है जो अवमंदन का एक कारण है और कंक्रीट संरचनाओं में बार बार तनाव के कारण दरारें खुलनी और बंद हो जाएंगी जो ऊर्जा की कुछ मात्रा को नष्ट कर देंगी और कुछ संरचनाओं में कंपन के दौरान कुछ ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए अतिरिक्त अवमंदन उपकरण लगाए जाएंगे तो ये सभी तंत्र संरचना में ऊर्जा अपव्यय में योगदान देंगे इसलिए डैम्पिंग का प्रतिरूपण करते समय इन तंत्रों में से प्रत्येक को सटीक रूप से विस्तार से प्रतिरूपित करना बहुत जटिल है इसलिए हम क्या करते हैं कि हम एक समतुल्य अवमंदन मानते हैं तो इसमें मॉडल के कारण ऊर्जा अपव्यय वास्तविक संरचना में क्षय ऊर्जा के बराबर है अर्थात् मॉडल में ऊर्जा अपव्यय इन सभी विभिन्न स्रोतों के कारण ऊर्जा अपव्यय के योग के बराबर है इसलिए अधिकांश समय हम विस्कस डैम्पिंग नामक एक बहुत ही सरल मॉडल का उपयोग करते हैं तो विस्कोस डंपिंग में हम मानते हैं कि एक चक्र में एक संरचना पर कार्य करने वाला डंपिंग बल उस चक्र में वेग से गुणा किए गए एक डंपिंग गुणांक के बराबर होता है तो हम इस विस्कस डैम्पिंग प्रणाली का प्रतिनिधित्व इस तरह कर सकते हैं और यदि आप इस द्रव्यमान को एक्स दिशा में x राशि से स्थानांतरित करते हैं तो इस द्रव्यमान पर डैम्पर द्वारा पुनर्स्थापना बल लगाया जाता है और बल c x डॉट के बराबर होता है fD cx और इस अवमंदन गुणांक के मान को चुना जाता है ताकि इस अवमंदन तंत्र द्वारा क्षयित ऊर्जा इन सभी तंत्रों द्वारा क्षयित ऊर्जा के योग के बराबर हो अतः हम इस पाठ्यक्रम में डैम्पिंग के बारे में विस्तार से जानेंगे इसलिए इस समय हमें केवल यह समझना है कि हम एक समतुल्य अवमंदन का उपयोग कर रहे हैं और विस्कस अवमंदन वेग का एक कार्य है तो एकल डिग्री ऑफ फ्रीडम प्रणाली को इस तरह दर्शाया जा सकता है द्रव्यमान को एकल द्रव्यमान एकल केंद्रित द्रव्यमान के रूप में पिरोया जा सकता है और एक द्रव्यमान रहित स्प्रिंग होगा जो प्रणाली में कठोरता और डैम्पिंग का प्रतिनिधित्व कर रहा है ऊर्जा अपव्यय तंत्र को विस्कस डैम्पिंग प्रणाली का उपयोग करके प्रतिनिधित्व किया जा सकता है जिसमें डैम्पिंग गुणांक c के बराबर होता है और एक बल गतिशील अलग अलग समय अलग अलग बल सिस्टम पर कार्य करता है तो एकल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम इस तरह प्रस्तुत की जाती है हमारे पाठ्यक्रम में हम एकल डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में सीखेंगे तो हम इस प्रकार की प्रणाली को समझ रहे होंगे हम पता लगाएंगे कि यह विभिन्न प्रकार के गतिशील लोडिंग के साथ कैसे व्यवहार कर रहा है और कई वास्तविक जीवन संरचनाओं को एकल डिग्री ऑफ फ्रीडम प्रणाली में सरल बनाया जा सकता है उदाहरण के लिए एक बहुत ही सरल विश्लेषण के लिए एक पानी की टंकी को एकल डिग्री ऑफ फ्रीडम के रूप में माना जा सकता है तो आप यह मान सकते हैं कि टैंक में द्रव्यमान हम इसे एक केंद्रित द्रव्यमान के रूप में मान सकते हैं और स्तंभों को एक स्प्रिंग के रूप में तैयार किया जा सकता है हम सिस्टम में कुछ मात्रा में डैम्पिंग भी मान सकते हैं इसलिए एकल डिग्री ऑफ फ्रीडम के रूप में कई वास्तविक जीवन संरचनाओं को सरल बनाया जा सकता है अब हम देखेंगे कि गति का समीकरण क्या होता है ठीक है इसलिए पहले हमने चर्चा की है कि एक मॉडल बनाने के लिए हमें पहले एक यांत्रिक मॉडल बनाना होगा और फिर एक गणितीय मॉडल बनाना होगा गति का समीकरण एक गतिशील प्रणाली का एक गणितीय मॉडल है तो यह एक शासक अवकल समीकरण है और हम इस समीकरण को हल कर सकते हैं और विस्थापन तनाव तनाव वगैरह जैसी गतिशील प्रणाली की प्रतिक्रियाएं प्राप्त कर सकते हैं इसलिए यदि आपके पास इस तरह की प्रणाली की एक ही डिग्री है तो यह एक यांत्रिक मॉडल है इसलिए हमने एक गतिशील प्रणाली के द्रव्यमान कठोरता और अवमंदन के तत्वों की पहचान की है और हम जानते हैं कि प्रणाली इस तरह से परस्पर क्रिया कर रही है प्रत्येक तत्व इस आरेख द्वारा वर्णित तरीके से परस्पर क्रिया कर रहा है तो अब हमें कुछ समीकरण बनाने की जरूरत है जो इन सभी मापदंडों इन सभी तत्वों का एक कार्य है तो अब हम देखेंगे कि कैसे एक समीकरण गति तैयार की जाती है इसलिए पहले हम किसी निकाय की गति का समीकरण ज्ञात करने के लिए न्यूटन के द्वितीय नियम का उपयोग करेंगे तो न्यूटन का दूसरा नियम कहता है कि किसी पिंड पर असंतुलित बल पिंड के द्रव्यमान प्राप्त त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है तो यह हमारी एकल डिग्री प्रणाली है तो अब हम इस पिंड को अलग करते हैं जो द्रव्यमान है और आइए हम द्रव्यमान का मुक्त पिंड आरेख बनाते हैं तो अगर सिस्टम इस दिशा में कंपन कर रहा है क्योंकि हमारे पास इस x दिशा में एक गतिशील बल है अतः जब कोई बल इस दिशा में कार्य कर रहा है तो यह द्रव्यमान इस दिशा में गति करेगा बल इस दिशा में है तो यह इस द्रव्यमान को x दिशा में दाईं ओर खींचने का प्रयास करेगा तो क्या होता है जब कोई बल इसे दाईं ओर दिशा में खींचने की कोशिश कर रहा है तो क्या होगा यह कठोरता और डैम्पिंग पिंड को संतुलन में लाने के लिए पिंड पर कुछ बहाल करने वाला बल लगाएगा तो स्प्रिंग एक पुनर्स्थापना बल लगाएगा जो विस्थापन के साथ कठोरता के गुणा के बराबर है और डैम्पर एक और बल लगाएगा जिसे डैम्पिंग बल कहा जाता है और जो इस द्रव्यमान कण के वेग से गुणांक के गुणा के बराबर होता है तो ये बल हैं जो वर्तमान में इस शरीर पर कार्य कर रहे हैं तो अब हम उस पिंड पर लगने वाले कुल बल की गणना करेंगे जो असंतुलित बल के बराबर है तो इस पिंड पर असंतुलित बल के बराबर होगा चलो इस दिशा को सकारात्मक दिशा के रूप में लेते हैं तो यह F t होगा और यह विपरीत दिशा में है इसलिए यह माइनस नेगेटिव डैम्पिंग फ़ोर्स है जिसे हमें जोड़ने की आवश्यकता है तो वह भी विपरीत दिशा में है इसलिए यह माइनस k x होगा तो यह उस पर कार्य करने वाला असंतुलित बल है और न्यूटन का नियम क्या कहता है यह कहता है कि असंतुलित बल द्रव्यमान से त्वरण के गुणा के बराबर है तो हम इसे द्रव्यमान हमारे पिंड के द्रव्यमान और उस विशेष क्षण में पिंड के त्वरण के बराबर कर सकते हैं तो यह mx डबल डॉट है तो अब बस इस समीकरण को पुनर्व्यवस्थित करें हमें mx डबल डॉट प्लस kx प्लस cx डॉट बराबर f ऑफ t मिलेगा और इस समीकरण को संरचना की इस एकल डिग्री की गति के समीकरण के रूप में जाना जाता है और यह समीकरण एक गतिशील प्रणाली के सभी गुणों का प्रतिनिधित्व करता है ऐसा है यह शब्द विकसित जड़ता बल के बारे में बात करता है और यह डैम्पिंग बल है और यह प्रणाली की कठोरता द्वारा योगदान दिया गया स्प्रिंग बल है अतः इसे गति के समीकरण के रूप में जाना जाता है तो हम इसे बल के विभिन्न मूल्यों के लिए हल कर सकते हैं और x के मान की गणना कर सकते हैं जो कि किसी भी समय विस्थापन है फिर हम वेग की गणना कर सकते हैं हम त्वरण की गणना कर सकते हैं और तत्व बल तनाव खिंचाव जो हम गणना कर सकते हैं और गति के इस समीकरण को कई तरह से तैयार किया जा सकता है हम एक और विधि पर चर्चा करेंगे जो कि डीअलेम्बर्ट का सिद्धांत है हम पहले ही प्रस्तावना में डीअलेम्बर्ट के सिद्धांत पर चर्चा कर चुके हैं तो डीअलेम्बर्ट का सिद्धांत क्या कहता है यह कहता है कि यदि आप एक जड़त्व बल पर विचार करें जो द्रव्यमान त्वरण के बराबर है और पिंड की गति के विपरीत दिशा में है तो हम इसे संतुलन के रूप में मान सकते हैं हम मान सकते हैं कि पिंड संतुलन में है तो यह हमारी प्रणाली की एकल डिग्री ऑफ फ्रीडम है fl m𝑥̈ तो आइए हम फिर से फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं इसलिए जैसा कि हमने पहले खींचा है हमारे पास दाईं ओरदिशा में काम करने वाला बल है और हमारे पास विपरीत दिशा में बहाल करने वाला बल है जो कठोरता बल है जो k x के बराबर है और डंपिंग बल c x डॉट के बराबर है इसलिए डीअलेम्बर्ट के सिद्धांत के अनुसार हमें जड़त्व बल नामक एक और बल लगाने की आवश्यकता है जो गति की विपरीत दिशा में द्रव्यमान गुणा त्वरण के बराबर है अत बल इस दिशा में है तो हमारी गति भी उस दिशा में है जो दाहिनी ओर है तो हमारे जड़त्व बल को विपरीत दिशा में लागू करने की आवश्यकता है जो कि बाईं ओर है और यह m x डबल डॉट के बराबर है तो अब यह पिंड संतुलन में है इसलिए हम इसे केवल संतुलन में एक पिंड के रूप में मान सकते हैं तो केवल सभी बलों का योग लिखें और वह 0 के बराबर होगा fs fD 𝑐𝑥̇ 𝑚𝑥̈𝑐𝑥̇𝑘𝑥𝐹𝑡 तो यहाँ कौन सी बल हैं हमारे पास इस दिशा में बाईं दिशा में हमारे पास mx डबल डॉट है फिर cx डॉट और kx है और यह दाईं ओरदिशा में बल के बराबर होगा जो कि यहां F t के बराबर है तो हमें वही समीकरण मिलेगा जो हमें पिछली स्लाइड में मिला था अतः यह समीकरण गति का समीकरण है तो यह इस एकल डिग्री प्रणाली का शासक अंतर समीकरण है तो अब हमने सिंगल डिग्री फ्रीडम सिस्टम का गणितीय मॉडल बनाया है तो अब हमें इसे हल करने की आवश्यकता है इसलिए हम इस समीकरण को विभिन्न प्रकार के बलों के लिए हल कर सकते हैं और उन गतिशील बलों में संरचनाओं का व्यवहार प्राप्त कर सकते हैं